शुभप्रभात मित्रों हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार वायु यान के विंग के स्थान का निर्धारण किया जाए क्या मुझे विंग को एक सेटिंग एंगल देना चाहिए या नहीं टेल की माप क्या होनी चाहिए क्या हम हॉरिजॉन्टल टेल को एक सेटिंग एंगल देंगे या नहीं ताकि दो शर्तों को पूरा किया जा सके पहली यह कि वायु यान स्थैतिक दृष्टि से स्थिर रहे यानी कि Cm0 तथा Cm0 ताकि मैं पॉजिटिव एंगल ऑफ़ अटैक पर ट्रिम कर सकूँ और किस प्रकार हमने वैचारिक डिज़ाइन को प्रारम्भ किया आप ने कहा कि मैं Cm विरुद्ध CL कुछ इस ऐसी होगी और यह स्लोप CmCL अन्य कुछ नहीं बल्कि माइनस स्टैटिक मार्जिन है और स्टैटिक मार्जिन को हमने परिभाषित किया था माने कि यह न्युट्रल पॉइंट है और अगर यह सी जी है तो यह अंतर ही स्टैटिक मार्जिन है और इसको कॉर्ड के कुछ प्रतिशत के रूप में बताते हैं अर्थात यह अंतर 015 c है जहाँ कि विंग का औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड है अतः यह ठीक है कि अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि मैं 15 प्रतिशत स्टैटिक मार्जिन चाहता हूँ साधारणतः वायु यान 5 से 10 प्रतिशत स्टैटिक मार्जिन के लिए डिज़ाइन किये जाते हैं परन्तु वैचारिक अवस्था में आप एक रूढ़िवादी मान लेते हैं तब हम हम पाएंगे कि सी जी को व्यवस्थित रखने में बहुत समस्याएं आती हैं यदि मैं जान लेता हूँ कि Cm विरुद्ध CL क्या है मैं आसानी से कल्पना कर सकता हूँ Cm विरुद्ध CL जब कि यह स्लोप अब Cm होगी और यह मैं आसानी से पा सकता हूँ लिफ्ट बराबर भार से मिलती है मैं जनता हूँ वहाँ CL क्या होना चाहिए CLCL0CL तब इसलिए मैं अल्फा को पा सकता हूँ कृपया समझें कि वैचारिक स्तर पर आप यह मान रहे हैं कि सारी की सारी लिफ्ट विंग से आ रही है जब कि वास्तविकता में कुछ लिफ्ट फुसलागे से आएगी कुछ लिफ्ट टेल से आएगी परन्तु वैचारिक स्तर पर आप यह मान सकते हैं कि लिफ्ट के लिए मुख्यतः विंग ही उत्तरदायी है मैं अनुमान लगाता हूँ दूसरे शब्दों में Cm विरुद्ध और अब मैं देखता हूँ कि Cmo का एक विशेष मान होना चाहिए जो किसी भी विंग से उत्पन्न होनी चाहिए हम कैम्बर्ड विंग को कैसे रखते हैं मैं विंग के a c को वायु यान के सी जी से आगे थोड़ा आगे रखता हूँ मैं जनता हूँ कि यह महाशय धनात्मक हो जाते हैं परन्तु कैम्बर्ड एरोफोइल के लिए यह यह हमेशा ऋणात्मक होगा परन्तु एक रिफ्लेक्स एरोफोइल के लिए यह धनात्मक हो जाता है इसलिए केम्बर धनात्मक हो या ऋणात्मक मेरा यह कहना है कि विंग का Cmac हमेशा ऋणात्मक होगा चूँकि मैं Cm0 का धनात्मक मान चाहता हूँ इसलिए मुझे इसे निष्क्रिय करना होगा और ऐसा करने के लिए विंग के ac को वायु यान के CG के आगे रखूँगा और दूसरी बात मैं यहाँ आकर यह देखने का प्रयास करता हूँ कि अगर मैं इसे O भी रख दूँ तब भी मैं हेराफेरी से एक धनात्मक घूर्ण पा सकता हूँ हॉरिज़ॉंटल टेल को टेल नेगेटिव सेटिंग दे कर l पर अगर आप इसका योगदान बढ़ाना चाहते हैं तो यह भद्र पुरुष VH टेल वोल्यूम रेशीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यही कारण है की एक डिज़ाइनर टेल वोल्यूम से चालू होता है पहला सवाल वो हल करता है कि कितना टेल वोल्यूम लेना सही होगा और वह देखता है इसका प्रभाव जिस क्षण आप टेल वोल्यूम रेशीओ को बढ़ाते हैं आपका न्यूट्रल पॉइंट पीछे हटता है और यह अधिक स्थिर हो पता है क्योंकि VH यहीं पर है अतः एक डिज़ाइनर इस सूचना का सदुपयोग करता है कि विभिन्न प्रकार के सदृश्य वायु यानों का टेल वोल्यूम रेशीओ क्या है और वह सही संख्या का चुनाव करता है ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करने के पूर्व हम देखें कि एक बार जब हम विमान के इस व्यंजक Cm0 को लिखते हैं तो यह विंग का Cmac होता है क्या मैं जानता हूँ कि मैं वैचारिक डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उत्तर होता है हाँ क्योंकि ऐरोफ़ोईल किसी स्तर पर आपने सही ऐरोफ़ोईल का चुनाव कर लिया है जिस क्षण मैं जान जाता हूँ कि विंग का Cmac क्या है क्या मैं जानता हूँ कि CL0 क्या है हाँ मुझे यह मालूम है क्योंकि जब मैंने ऐरोफ़ोईल का चुनाव किया शायद 6 सिरीज़ ऐरोफ़ोईल या संभवतः लैमिनर ऐरोफ़ोईल तब प्रश्न यह उठता है की क्या मैं जानता हूँ विमान के Xcg के बारे में और यह सबसे जटिल भाग है हम पुनः ऐतिहासिक डेटा का सदुपयोग करते हैं और हम जान जाते हैं कि यह ४० प्रतिशत अथवा ३८ से ४५ प्रतिशत होगा विंग की लीडिंग एज से अथवा प्रोपेलर से हम पाएँगे कि CG की दूरी पूरी लम्बाई के ३८ से ४५ प्रतिशत है ये संख्याएँ हैं और अच्छा डिज़ाइनर इनके विभिन्न संरचनाओं के आलोक में देखेगा कि CG को कहाँ रखना है मैंने आपको मात्र एक उदाहरण दिया है और जैसे मैं CG के बारे में बात कर रहा हूँ यह इस पर भी निर्भर करेगा कि विमान का पे लोड कैसा है अथवा इसका यात्री वितरण कैसा है अगर आप वायु यान के यात्री स्थान को देखते हैं जैसे कि एयर बस में तो सी जी के पीछे की तरफ जाने की चेष्टा रहती है लेकिन अगर आप सेस्सना 206 जैसे वायु यान को देखते हैं तो अधिकतर यात्री यहीं पर रहते हैं और यह स्थान खाली है आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सी जी लंबाई के तकरीबन 25 पर ही है अतः यह महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह के वायु यान पर काम कर रहे हैं 38 की जगह में लिखता हूं 25 से 40 तक जो तनिक ऊपर की दिशा में है मुझे सही करने दें दिशा निर्देशक निवेदन है कि हमेशा एक आधारीय विमान को महत्व दें क्योंकि हर वायु यान की विभिन्न मिशन आवश्यकताएं होती है और अगर हम सी जी के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो यह सी जी बहुत उत्पाद कर सकता है जिससे अंतिम क्षण तक अपने डिज़ाइन में परिवर्तन करने पड़ सकते हैं Let us check for Cessna 206 हम सेस्सना 206 के लिए देखते हैं हमारे पास सेस्सना 206 है जिसकी समस्त लंबाई लगभग 28 फीट है और इसका सी जी लगभग 6 फीट है 6 बटा 28 कितना है या 3 बटा 14 इसलिए 302 जोकि लगभग 22 है यहां सी जी बहुत आगे है अतः मेरे 25 से 40 लिखने पर यह विवाद नहीं हॉकी या तो 22 है आपके द्वारा बनाई गई संरचना के लिए आप स्वयं उत्तरदाई हैं क्योंकि अंतिम ढेर है यात्रियों अथवा सामान को धोना महत्वपूर्ण है कि प्रथम में ले आउट को देखें हम इन सब को कहां रखेंगे और तब आप विंग इत्यादि पर आते हैं एक ले आउट अभियंता और ऐरोडीनमिस्ट या फ्लाइट मैकेनिक या डिज़ाइन इंजीनियर में हमेशा मतभेद रहता है यह जीवन का अंश है सीधे सरल शब्दों में इस स्तर पर हमें सी जी के प्रति बहुत सावधान रहना है बेहतर है कि विभिन्न तरह के वायु यान ओके सांख्यिकी डाटा का सावधानी से विश्लेषण किया जाए मैं चर्चा कर रहा था वैचारिक स्तर पर हमारे सामने कौन सी वस्तुएँ हैं क्योंकि हमने एरोफाइल को लगभग तय कर लिया है अतः आपको मालूम है इसका मान आप जानते हैं कि विंग के Xac मान और साथ ही CL tail यानी आप कोई समरूपी एयरोफॉयल चुनते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे साधारणतः एक समरूपी एयरोफॉयल टेल के चुनाव की अनुशंसा की जाती है परंतु इसका आस्पेक्ट रेशियो विंग के आस्पेक्ट रेशियो से कम हो ताकि टेल टेल पर स्टॉल विंग पर स्टॉल की अपेक्षा बाद में हो यह बातें आप जानते हैं इस संख्या के बारे में भी मेरा अच्छा अनुमान है महत्वपूर्ण है कि हमारी रक्षा करने वाला है VH और VH क्या है टेल वोल्यूम रेश्यो इसलिए मैं VH को इतना अधिक महत्व दे रहा हूं VH है वोल्यूम रेश्यो मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल टेल की आदर्श रूप से अगर यह विंग है और यह टेल है यह टेल का एसी ac है और यह वायु यान का सी जी l t टेल मोमेंट की परिभाषा है वायु यान के सी जी और टेल के ए सी ac के बीच की दूरी समस्या यह है कि इस स्तर पर सी जी सुनिश्चित नहीं है और सी जी में परिवर्तन होगा ही और यदा कदा यह कठिन हो जाता है कि हम क्या और किस बारे में चर्चा कर रहे हैं परंतु वैचारिक स्तर पर हम क्या करते हैं जब हम VH वह परिभाषित करते हैं जो कि वास्तव में VHStltSW c जो वैचारिक स्तर पर कॉर्ड है हम l t को लेते हैं विंग के एसी ac एवं टेल के एसी ac के बीच की दूरी पर भूले नहीं पी आदर्श रूप से घूर्ण टेल के सी जी के प्रति होगा इसलिए यह दूरी l t टेल के CG और ac के बीच की दूरी महत्वपूर्ण है पर हम इस लंबाई का उपयोग करते हैं साथ ही आप जानते हैं कि विमान की सी जी और विंग के एसी में अंतर अधिक नहीं है अतः यह मानना गलत नहीं है कि इससे आपका सांख्यिकी डेटा के उपयोग का मार्ग सरल हो जाता है जब मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूं तो यह भी जान लें कि फुसेलगे की लंबाई क्या है क्योंकि फुसेलगे पर ही हम विंग और टेल को स्थापित करने वाले हैं मुझे यह जानने की आवश्यकता है कि इसे फुसेलगे की लम्बाई के आधार पर कहाँ रखा जाये मुझे फुसेलगे की लम्बाई एवं व्यास कैसे ज्ञात होगा पुनः यह विमान के उपयोग से ही निर्धारित होता है जैसे कि क्या यह एक पूर्णतः बड़ा यात्री विमान है तो लम्बाई यात्रियों की संख्या से से मिलेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रीगण गलियारे में चल सकें इस से व्यास का निर्णय होगा परन्तु यदि यह 4 6 यात्रियों को ले जाने वाला सेसना जैसा साधारण विमान है तो गलियारे की जरूरत नहीं है यात्री स्वयं खिसक कर सीट तक पहुँचेंगे इन सभी बातों से यह निश्चित होगा कि कैसा वायु यान कैसा फुसेलगे हम डिज़ाइन करेंगे हमारे पास बहुत अच्छा सांख्यिकी डाटा सांख्यिकी दिशा निर्देश उपलब्ध हैं जिनका अनुमान केवल विमान के अनुमानित सकल भार पर आधारित है और फुसेलगे की लम्बाई L मिलती है La W0c मैं आपको एक सेल प्लेन के लिए कोई संख्या दूँगा जिसे आप Raymer का उल्लेख कर सकते हैं पावर रहित a और c अगर मैं लिखूं और एक शक्ति युक्त सेल प्लेन है जनरल एविएशन सिंगल इंजन जनरल एविएशन ट्विन इंजन और आप ले सकते हैं एक टर्बोप्रॉप और टिपिकल मान शक्ति रहित सेल प्लेन के लिए a है 0 86 और c है 0 48 पावर के लिए ये हैं 0 71 और 0 48 साधारण एविएशन सिंगल इंजन के लिए 4 37 और 0 23 और ट्विन इंजन के लिए है 086 और 042 और टर्बोप्रॉप के लिए ये हैं 037 051 ये सांख्यिकी संख्याएँ हैं और यह बहुत ही अच्छा सह संबंध देते हैं कृपया समझें कि जब आप इनका व्यवहार कर रहे हैं यह FPS में हैं संभव है नई पुस्तकों में SI इकाइयों का प्रयोग किया गया हो पर मैंने ये संख्याएँ FPS में दी हैं जाँच करें ये कैसी लग रही हैं मैं जाँच कर रहा था सेस्सना 206 और साइनस 912 के साथ सेस्सना 206 एक साधारण एविएशन सिंगल इंजन विमान है और इसका भार 3000 पौंड है अतः 3 000 टू द पावर c c कितना है c है 023 023 into 437 और आप पाएंगे कि यह हो जाता है लगभग 28 फ़ीट 287 फ़ीट वास्तविक नाप सेस्सना 206 के लिए है 2828 फ़ीट 4 इंच फिर मैंने साइनस 912 के लिए की जांच की जो एक मोटर ग्लाइडर है यह एक मोटर ग्लाइडर है जिसका वजन 1200 पौंड है इसलिए तो यहाँ इसकी लम्बाई मिलती है 1200 पावरड 0 71 अगर यह सेल प्लेन है इसके लिए 0 71 into 1200 पाउंड्स टू द पावर 048 और यह आता है लगभग 21 फ़ीट और वास्तविक नाप है 21 3 फ़ीट आप देखते हैं यह सहसम्बन्ध सही काम करता है और रेमेर की पुस्तक में भी लेखक ऐसा ही दावा करता है संदेश यह है कि FPS इकाई में इस सम्बन्ध का व्यवहार सरल है और आपको जल्दी फुसेलगे की लम्बाई मिल जाती है लम्बाई मिल जाने पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल टेल और विंग को कहाँ लगाया जाए यह भी महत्वपूर्ण है कि हवा में चल रही फुसेलगे जैसी बेलनाकार वस्तु का व्यास क्या होगा लम्बाई और व्यास का अनुपात क्या हो जिस से ड्रैग न्यूनतम हो निश्चित आंतरिक आयतन के लिए l d का अच्छा मान सबसोनिक के लिए 3 से 5 है और l d सुपरसोनिक के लिए 12 से अधिक 12 या 14 संख्याएँ हैं यह बताती हैं कि फुसेलगे कृशता कितनी हो लेकिन एक बात न भूले अगर आप सेस्सना 206 डिज़ाइन कर रहे हैं तो आवश्यकताएं भिन्न हैं एक ऐसे यात्री यान से जिसमे यात्री गलियारे में चलते हैं इसके लिए आपको अधिक ऊंचाई नहीं चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ अंदर जाकर बैठ जाना है इस लिए व्यास स्वयं ही कम हो जाता है ये सब तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप फुसेलगे डिज़ाइन करते हैं अभी यह एक वैचारिक स्तर है और महत्वपूर्ण यह है कि आपको सही लम्बाई का मोटे तौर अनुमान हो जाये हम अभी अभी कक्षा से बाहर आए हैं तो मैंने ऐसा सोचा हमने काफी समय रेखांकन चित्रण एवं समीकरणों को श्याम पट्ट पर बनाया अब हम अपने आप को जांचें कि हमने क्या सीखा और जो सीखा उससे वायु यान के दिखने पर क्या अनुभव होता उदाहरण के लिए अगर मैं वायु यान को इस विचार से देखता हूँ तो पहला सवाल उठता है कि इसके विंग्स का स्पान क्या है और अभी मैं सेस्सना 206 के निकट हूँ जिसका स्पान करीब 36 फ़ीट है 36 को 3 28 से भाग देकर हम पाते हैं की यह यह करीब 11 मीटर 11 से 12 मीटर लगभग है इससे इसके स्पान का पता लगता है क्योंकि मुझे यह सूचना चाहिए मेरा अगला सवाल होगा कि विंग का क्षेत्र फल क्या है क्योंकि हम विंग लोडिंग की बात करते हैं मैं उत्सुक हूँ कि इस वायु यान पर कितनी विंग लोडिंग है क्योंकि पिछले कुछ व्याख्यानों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे स्पान ज्ञात होने पर मैं इसका क्षेत्र फल चाहूँगा इस वायु यान के लिए यह है 174 वर्ग फ़ीट जोकि लगभग १६ वर्ग मीटर है अब मैं विंग लोडिंग जानना चाहता हूँ अतः मैं इसका सकल भार लेता हूँ जो कि सेस्सना 206 लगभग 1636 kg है अतः सकल भार 1636 kg है और विंग एरिया 1617 वर्ग मीटर है इस लिए विंग लोडिंग 100 105 110 kg प्रति होगा और आप सिंगल इंजन वायु यान के सांख्यिकी डेटा की जांच कर इसे लगभग 100 kg प्रति वर्ग मीटर पाते हैं जब मैं इसे देखता हूँ तत्काल मैं प्रोपेलर को देखने से स्वयं को रोक नहीं पाता हूँ पहली दृष्टि में इसके 3 प्रोपेलर हैं जैसे कि अन्य वायु यानों पर 2 प्रोपेलर होते हैं इसकी भी कहानियां हैं कि ये कितने कार्य कुशल हैं और कितनी शक्ति देते हैं मैं हर प्रोपेलर की लम्बाई जानना चाहूँगा प्रोपेलर की लम्बाई लगभग 3 फ़ीट है और कि यह वेरिएबल पिच प्रोपेलर है जिसे आप जानते हैं कि अगर मैं अलग फ्लाइट कंडीशन पर इसकी शक्ति को महत्तम करना चाहता हूँ तो मुझे एक दूसरे पिच एंगल पर उड़ना होगा मैं सुनिश्चित करना चाहता हुं कि प्रोपेलर यहाँ अत्यंत कार्य कुशल हो पुनः स्मरण करें हमने कक्षा में थ्रस्ट लोडिंग और फिर पावर लोडिंग की चर्चा की थी देखें यह एक IC इंजन है और प्रोपेलर चालित है इस लिए हम थ्रस्ट लोडिंग पर चर्चा नहीं करेंगे हम जानना चाहेंगे की इस वायु यान के लिए पावर लोडिंग क्या है और इस विमान के लिए पावर लोडिंग 12 पाउंड प्रति हॉर्स पावर है पुनः आप इसकी पुष्टि सांख्यिकी डाटा से भी कर सकते हैं अतः मैं दोहराता हूँ कि इसकी पावर लोडिंग 12 पाउंड प्रति हॉर्स पावर है और यहाँ मैं इसके लैंडिंग गियर्स पर भी नजर डालूंगा अगर आप देखेंगे ये पिछले लैंडिंग व्हील्स हैं मैं इसका व्हील बेस जानना चाहता हूँ एक वैचारिक व्यक्ति की तरह क्योंकि हम वैचारिक डिज़ाइन कर रहे हैं और यह व्हील बेस 577 फ़ीट है और एक द्वार से भी काम है वायु यान इस पर से उलट सकता है और अगर यह कुछ ज्यादा होता तब भी आपकी सहायता नहीं करता अतः यह एक इष्टतम मान है और एक डिज़ाइनर विभिन्न वजन वर्गों और विभिन्न विंग्स के लिए स्थापित सांख्यिकी डेटा से इसे पाता है एक बार इन मौलिक आयामों को जान कर आप आसानी से एक वैचारिक प्रारूप का रेखांकन शुरू कर सकते हैं तब उसमे भौतिकी के नियम जोड़ कर एक वायु यान बना सकते हैं जिसे आप उड़ाना चाहते हैं जब मैं अपने मस्तिष्क में चित्र बनाना शुरू करता हूँ वायु यान के बारे में आपको होता है कि विंग एरिया कितना है फुसेलगे एरिया एरिया और फुसेलगे वोल्यूम है बल्कि यह भी कि दोनों परस्पर कैसे और कहाँ पर संयुक्त हैं जैसे कि मैं आपसे एक व्यक्ति का चित्र बनाने को कहूंआप उस अनुपात को खोजते हैं जो उसके आकर से मिलता हो और फिर आप एक आनुपातिक चित्र बनाते हैं जो एक मानवीय चित्र लगे इसी तरह जो भी सिद्धांत हो आपको पारंपरिक होना है और इसे एक पारंपरिक विमान सा ही दिखना चाहिए पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यह प्रोपेलर है तो कॉकपिट से इसकी दूरी कितनी है और यह एक साधारण एविएशन वायु यान की संपूर्ण लम्बाई के साम्य में होनी चाहिए उदाहरण स्वरूप इस विमान की लम्बाई टिप से रडर तक 28 फ़ीट 3 इंच है और प्रोपेलर से कॉकपिट तक 3 फ़ीट 9 इंच है अगर आप अनुपात देखते हैं 20 फ़ीट है 20 फ़ीट 28 फ़ीट सुधार पूरी लम्बाई है 28 फ़ीट 3 इंच और यहाँ से कॉकपिट तक है 3 फ़ीट 9 इंच इस लिए अनुपात है 20 तो 25 प्रतिशत या 22 प्रतिशत के सन् निकट जब मैं चित्रांकन करता हूँ मुझ को कॉकपिट के प्रारम्भ विन्दु को इतना प्रतिशत देना होगा और उसके बाद यात्री संख्या अनुरूप ले आउट बनाना होगा एक हाई विंग विमान लिए हाई विंग लगभग शुरू होगा अतः वैचारिक चित्रण के लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है और अगर मई यह जानना चाहूँ कि हॉरिजॉन्टल स्टैबिलिसेर कहाँ रखना है संपूर्ण लम्बाई थी 28 फ़ीट 3इंच और टिप से इस है करीब 21 फ़ीट 6 इंच अतः यह करीब 75 प्रतिशत है 70 प्रतिशत ठीक यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जब आप विचार करते हैं और आप को पता चलता है कि आयामों का विशेष प्रभाव वायु यान की स्थिरता पर होता है हम वायु यान की स्थिरता का डिज़ाइन कैसे करेंगे और स्थिरता का सीधा सम्बन्ध परिचालन की गुणवत्ता से होगा यह देखना भी जरूरी है की सी जी का स्थान कहाँ है हम आपको सी जी के स्थान के बारे बताएँगे जब हम स्थिरता की विवेचना करेंगे पुनः विंग के विषय में महत्वपूर्ण है कि विंग फुसेलगे की निर्देश रेखा के सामानांतर है या इसका कोई सेटिंग एंगल है अर्थात अगर यह विंग है तो इसे किस प्रकार स्थापित किया गया है फुसेलगे रेखा के समानान्तर या इसे कोई सेटिंग एंगल दिया गया है जिसे हम विंग सेटिंग एंगल कहते हैं आप समझेंगे कि जब मैं स्थिरता विश्लेषण के लिए विंग को देख रहा हूँ तभी मैं विंग सेटिंग एंगल को भी देख रहा हूँ हम देखेंगे कि विंग सेटिंग एंगल लिफ्ट उत्पन्न करने में और नियंत्रण विशेषताओं के लिए विंग सेटिंग एंगल महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इसलिए अगर आप साधारणतः वैचारिक चित्रण कर रहे हैं तो 1 या 2 डिग्री सेटिंग एंगल रखना बेहतर होता है और तब अंतिम डिज़ाइनमेंआप विंग को एक सेटिंग एंगल दे सकते हैं या आवश्यकता के अनुसार नहीं भी दे सकते हैं अब हम वापस आएं हम जानते हैं विंग लोडिंग आप जानते हैं स्टाल स्पीड Vstall 2WSCLmax और विंग लोडिंग लगभग 100 kg प्रति वर्ग मीटर है इसलिए मैं लिखता हूँ Vstall 21009812122527 ms इस लिए यह स्टाल स्पीड लगभग 22 23 होगी और टेक ऑफ फ्लैप ओरिएंटेशन के मुताबिक करीब 27 28 होगी आप देखें ये सभी संख्याएं हमारे यहाँ किये गए अध्ययन के अनुसार सार्थक हैं यह वायु यान का महत्वपूर्ण भाग है जिसे स्टेबलाइजर कहते हैं एक डिज़ाइनर की तरह आप इस संरचना का विचार कर रहे हैं मुझे यह देखना चाहिए कि क्या यह सारा हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है और यह भाग एलीवेटर है तब मुझे प्रयास करना चाहिए कि कितना प्रतिशत क्षेत्र एलीवेटर की तरह काम में आता है तो जब मैं एक डिज़ाइन का विचार कर रहा हूँ समस्त क्षेत्र का 30 से 35 प्रतिशत जो विश्लेषण से मिलेगा स्टेबलाइजर हेतु रखूँगा और जो भी संख्या हमें विश्लेषण से मिलेगी हम पुनः जाँचेंगे कि क्या यह सार्थक है या नहीं तथा क्या ये संख्याएँ एक पारंपरिक टेल के समर्थन में हैं या नहीं हम यह भी पाएंगे कि टेल एलीवेटर का कुछ भाग यहाँ कहीं है और यह क्यों है जबकि बहुत वायु यानों में यह नहीं होता है हम यह भी चर्चा करेंगे कि यह भाग किस प्रकार परिचालन में सहायक है चूंकि हम एलीवेटर की बात कर रहे हैं यह जानना जरूरी है कि वायु यान का CG कहाँ है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह लैंडिंग गियर्स के निकट हो और यह पिछले लैंडिंग गियर्स से कुछ आगे ही होना चाहिए क्योंकि अगर यह लैंडिंग गियर्स से पीछे होगा तो वायु यान की प्रवृति इस प्रकार टकराने की होगी और अगर आप यहाँ पर आयाम देखेंगे तो पाएंगे C G अग्रभाग से 8 5 फ़ीट है और लैंडिंग गियर्स 9 फ़ीट लगभग आपको जो सन्देश दिया जा रहा है कि सर्वप्रथम CG को कॉकपिट एवं यात्रिस्थान के निकट एवं लैंडिंग गियर्स के जरा सा पीछे रखना है यह हमारे लिए सार्थक है और यहाँ एक नया प्रश्न हमारे दिमाग में आता है जब हम किसी वायु यान को देखते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लम्बाई और स्पान में क्या अनुपात है अगर यह स्पान है तो इसकी लम्बाई कितनी है हमारे उदाहरण के वायु यान की लम्बाई करीब 28 फ़ीट 3 इंच है और आप देखते हैं कि स्पान 36 फ़ीट है इस लिए 36 भागे 28 फ़ीट अतः 70 75 प्रतिशत है लम्बाई का स्पान के साथ अनुपात यानि कि आप लम्बाई को स्पान का करीब 75 रख सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है जिसे आप को याद रखना है और दूसरा सवाल जो सामने आता है कि व्यास कितना है फुसुलागे का अधिकतम व्यास निर्भर करता है किस प्रकार के कितने यात्रियों को आपने यात्रा करानी परन्तु इन 6 सीट वाले विमान के लिए चौड़ाई करीब 50 इंच है 50 यानि लगभग 4 फ़ीट और इसकी ऊंचाई ४३ इंच है अर्थात फुसेलगे के अनुप्रस्थ काट की चौड़ाई और ऊंचाई ऐसेवायु यानों में आप चल नाहिब सकते आपको बस सिकुड़ इसमें समा जाना है लेकिन एयरबस या बोइंग यानों में आप चल फिर सकते हैं उनका व्यास अधिक है इसलिए उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न हैं पर तक आप सही लिफ्ट बनाते हैं वायुगतिकीय की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता है याद रखें कि हमने लम्बाई की चर्चा शुरू की थी क्योंकि हमें टेल को लगाना है और सर्वोत्तम विधि है इसके वैचारिक स्तर पर VH टेल वोल्यूम रेश्यो को पाना इसके लिए मैं कुछ सांख्यिक मान दूँगा और आप टेल वोल्यूम रेश्यो का महत्व जानते हैं अतः पुनः सैलपलेन के लिए तब साधारण विमान के लिए और फिर टर्बो प्रॉप और जेट ट्रांसपोर्ट के लिए हम कुछ विशेष प्रतिनिधि संख्याएँ लेंगे जहाँ हम हॉरिजॉन्टल टेल के लिए टेल वोल्यूम रेश्यो CHT और टेल के लिए टेल वोल्यूम रेश्यो CVT को परिभाषित करेंगे CHTLHTSHTcwSW और CVTLVTSVTbwSw वर्टिकल टेल वोल्यूम रेश्यो को स्पान के साथ आयामरहित किया गया है इसके विपरीत हॉरिजॉन्टल टेल वोल्यूम रेश्यो को हम कॉर्ड औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड का प्रयोग कर आयाम रहित करते हैं अतः ये मान हैं सैलपलेन के लिए 0 5 साधारण एविएशन के लिए 0 7 ट्विन टर्बो प्रॉप के लिए 0 9 1 0 और यह है 0 02 0 04 0 08 0 09 ये अपरिवर्तनवादी संख्याएँ हैं विशेष कर रूढ़िवादी हैं आप वैचारिक स्तर पर इनका व्यवहार करें सवाल होगा ऐतिहासिक तौर पर LHT को कितना लें आप जानते हैं कि LHT के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं कि आदर्श रूप से यह टेल के ac और वायु यान के CG के मध्य की दूरी है क्योंकि हम नहीं जानते CG का स्थान इसे टेल के ac से विंग के ac की दूरी तक लेते हैं यह भी अन कहा तथ्य है कि विंग का ac और CG सन् निकट ही होंगे एक दिशा निर्देश जैसे LHT के लिए आप फ्रंट माउंटेड इंजन के लिए L फुसेलगे का 60 प्रतिशत लें अगर इंजन विंग पर विंग माउंटेड है तो L को फुसेलगे की लम्बाई का 50 से 55 प्रतिशत लें और सैलप्लेन के लिए 65 प्रतिशत लें तो ये हैं विशेष संख्याएँ यह क्यों महत्वपूर्ण है आप माने की मैं एक सैलप्लेन या कहें कि साधारण एविएशन डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि CHT 07 है तो मई तुरंत लिखता हूँ 07 बराबर LHT इस से LHTका मान मिलता है अगर मैं शत जानना चाहता हूँ यही मई जानना चाहता हूँ जिसे c bar से भाग देने पर मैं पहले से जनता हूँ उस विंग को जो मैंने डिज़ाइन किया या कम से कम उस पर विचार किया है उसका विंग एरिया मैं जनता हूँ तो आप सरलता वैचारिक स्तर पर वांछित टेल एरिया जान सकते हैं यही एक डिज़ाइनर करता है जो भी संख्या सामने आती है वह देखता है कि टेल एरिया विंग एरिया का कितना प्रतिशत है और सांख्यिकी डाटा भी भी मिलेगा कि यह 15 प्रतिशत है 20 प्रतिशत है या मात्र 4 प्रतिशत या 2 प्रतिशत है इस लिए डिज़ाइनर को पता लगता है की वह सही जा रहा है या नहीं हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे परन्तु अभी आपको यही बताना है कि किस प्रकार मुझे पहली संख्या मिलती है और फिर एक तरीका है जिससे हम जाँच सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं सांख्यिकी डाटा हमें भरोसा देता है और बार बार मैं आप से कह रहा हूँ कि एक आधार रेखा वायु यान हमेशा आपके यह देखने के लिए होना चाहिए जो आपको सही दिशा बताए इस पृष्ठभूमि के साथ हम और ज्यादा विशिष्ट हो पाएंगे एलिवेटर एरिया पर या कि ऐलेरों कितना होगा वैचारिक स्तर पर हम कितना रडर एरिया लें ताकि कलम और पेंसिल से इन सारी सूचनाओं से मैं अपने वैचारिक वायु यान का एक रेखा चित्र बना सकूं जहाँ परिणाम आनुपातिक हों फिर हम आखिरी विश्लेषण कर और भी संशोधन कर सकें एक या दो व्याख्यानों में मैं आपको इन सभी संख्याओं से अवगत कराऊंगा और एक अच्छा आनुपातिक रेखा चित्र बना पाएंगे